अभी हम एक दूसरे कंपनी में खड़े हैं जिसका नाम है Atomic India Private Limitedयह कंपनी मोटरसाइकिल और बाइ साइकिल के पहियों की रिम बनाती है और यह उनके कुछ उत्पाद है यह एक मोटरसाइकिल के पहिए की रिम है और यह बाई साइकिल के पहिए की रिम तो मूल रूप से वे पहियों के रिम बनाते हैं मैं मिस्टर संजय पटेल से मिला हूं जो कि इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है मैं इन से पूछना चाहूंगा कि वह इस उद्योग में क्या करते हैं परंतु उसके पहले मैं स्वचालन उद्योग की परिपक्वता के स्तर 40 के कंप्लायंस आदि के बारे में बात करना चाहता था यह एक ऐसी कंपनी है जिसे मैंने इसलिए नहीं चुना क्योंकि वे उद्योग 40 को अपनाने के लिए पर्याप्त परिपक्व है वास्तव में वे इतने परिपक्व नहीं है इसलिए यह एक ऐसी कंपनी है जिसे मैंने इसलिए नहीं चुना क्योंकि वे उद्योग 40 को अपनाने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं वास्तव में ऐसा नहीं है यह एक बहुत छोटा उद्योग है और स्वचालन उद्योग 40 के संदर्भ में बहुत परिपक्व नहीं है अगर हम इसे एक केस के रूप में लेते हैं तो हम यह देख सकते हैं इस कंपनी में उद्योग 40 के लिए विभिन्न तकनीकों को कैसे अपना सकते हैं जो तकनीक हमने आज तक उद्योग 40 के लिए सीखी है उसका व्यावसायिक रूप से इस कंपनी में उपयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं और उद्योग 40 के बहुत सारे पहलुओं को अच्छी तरह से अपनाया जा सकता है आप आपके सामने देख सकते हैं कि यह एक रॉ मेटल शीट है और मेरे पीछे रोल फॉर्मिंग प्रोसेस हो रहा है यहां कुछ प्रारंभिक प्रोसेस होता है जिसमें मूल रूप से कंपनी के लोगों के साथ शीट मेटल पर कंपनी की मोहर लगाई जाती है तो यहां यह सब चीजें की जाती है यह दो तरह के प्रारंभिक प्रोसेस होते हैं और हम मिस्टर पटेल से विस्तार पूर्वक बताने के लिए निवेदन करेंगे हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि उद्योग की वर्तमान परिस्थिति क्या है और इस परिस्थिति में वह किस तरह से काम करते हैं अभी हम यह भी नहीं बात करेंगे कि इस उद्योग को 40 के परिवर्तन के लिए जाना है कि नहीं इस उद्योग में स्वचालन बहुत ही कम है सेंसरओं का उपयोग भी बहुत कम है इसका मतलब यहां पर एनालिटिक्स आदि भी बहुत ही कम होंगे परंतु यह एक ऐसी कंपनी है इसमें उच्च स्वचालन यानी के ऑटोमेशन और और इंडस्ट्री 40 की आवश्यकताओं को अपनाने के लिए और खुद को बदलने के लिए बहुत ही संभावनाएं हैं तो मिस्टर पटेल क्या आप विस्तार पूर्वक हमें बता सकते हैं कि इस कंपनी में क्या काम होता है हेलो हमारी मुख्य रूप से 2 उत्पाद हैं बाइसिकल और मोटरसाइकिल और मोपेड के पहियों के रिम बनाना यहां पर हमें पहियों के इन रिम को बनाने का प्रोसेस पता चलता है सबसे पहले हम कच्चे माल से शुरू करते हैं CRC की पट्टी उसकी मोटाई के अनुरूप ली जाती है इस पट्टी को पहले कोईल होल्डर से लटकाया जाता है जिसके द्वारा इसे रोलिंग मशीन में डाला जाता है सबसे पहली जरूरत हमें कंपनी की ब्रांड नेम की है जोकि इस पट्टी पर अंकित की जाती है रोल फॉलिंग मशीन के द्वारा इसके बाद हर पट्टी को आकार दिया जाता है और मोडा जाता है इस कार्य को 16 रोल फॉर्मिंग मशीन के द्वारा किया जाता है मैं मिस्टर संजय पटेल से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमें इन सब प्रोसेस इसके बारे में बताएं यह किस तरह से काम करते हैं क्या काम करते हैं और हमारी हाल की कार्य करने की क्षमता क्या है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यह शैक्षिक सामग्री उन लोगों के लिए सिलेक्ट की जाएगी जिनके पास ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से हमारे देश में उच्च शिक्षा नहीं है और यहां उन लोगों तक NPTEL पोर्टल के द्वारा पहुंचाई जाएगी तो आप क्या हमें विस्तार से बता सकते हैं कि इस उद्योग में क्या किया जाता है धन्यवाद सर मेरा नाम संजय पटेल है और मैं गुजरात से हूं यहां इस उद्योग में हमारा उद्देश्य साइकिल मोटरसाइकिल मोपेड आदि के पहियों के रिम्स बनाना है और आज हम यह रिंग बनाने के प्रोडक्शन प्रोसेस को समझेंगे पहिए के रिंम बनाने का प्रोसेस CRC ट्रिप अथवा तो पट्टी से होता है इस पट्टी को रोलिंग मशीन के अंदर डाला जाता है इस रिंम की मोटाई और चौड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वाहन का पूरा भार इसी के ऊपर आता है रिम के दोनों साइड को मोड़ कर जोड़ दिया जाता है वेल्डिंग मशीन मार्केट की आवश्यकता के अनुसार निकल कोटिंग करने के लिए H2SO4 HCL शीट पर से तेल को हटाया जाता है निकल टैंक के अंदर 8 से 9 माइक्रोन थिकनेस की निकल परत लगाई जाती है Corrosion यानी जंग को रोकने के लिए और रिम के जीवन को बढ़ाने के लिए क्रोम प्रक्रिया की जा जाती है इसके बाद चमक को बेहतर बनाने के लिए रिम रसायनों के माध्यम से गुजरता है और बाजार में बेचने के लिए पैक किया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया में स्वचालन कहां है यानी ऑटोमेशन कहां कर सकते है PLC या टेंपरेचर सेंसर का उपयोग करने के रूप में स्वचालन मैंने यहां कुछ सेंसर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखे हैं क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं पट्टी के मोटाई या चौड़ाई बढ़ने से कई बार रोलर मशीन में तकलीफ हो जाती है तो हम इस जगह पर ऑटोमेशन का उपयोग कर सकते हैं जिसके द्वारा मशीन काम करना रुक जाए जब पट्टी की मोटाई या चौड़ाई उसके दिए गए आकार से बदल जाती है दूसरा जब हम रिम को मोड़ते हैं फोल्डिंग मशीन के द्वारातब भी बिजली की आपूर्ति का संकेत मिलना चाहिए तीसरा PLC को हम पॉलिशिंग के लिए और क्रोम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं पर इसका कितना प्रतिशत उपयोग में आता है तो हमें जरूरत है एक PLC यूनिट की जो यह पूरा प्रोसेस आवश्यकता के अनुसार कर सके कौन से सेंसर का उपयोग तापमान को की निगरानी करने के लिए होता है तापमान इस प्रोसेस का एक बहुत ही मुख्य मापदंड है यह 65 70 डिग्री के बीच में होना चाहिए और तापमान का उपयोग निकल परमाणुओं की गति को बनाए रखने के लिए किया जाता है जब तापमान 50 डिग्री 6 सेल्सियस से कम होता है तो निकल के चिपकने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है और इसीलिए शिथिल रूप से रिम में चिपक जाती है क्रोम उपयोगकर्ता में यदि तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है तो यह निकल जलता है और 40 डिग्री से नीचे के तापमान पर यह मशीन काम नहीं करती है तो हमने देखा कि इस कंपनी में थोड़ा बहुत ऑटोमेशन तो है और औद्योगिक कार्य करने के लिए PLC Programmable Logic Controllers का उपयोग करते हैं जिसके बारे में आपने पहले इसी कोर्स में पढ़ा था यहां प्रोसेसेस के लिए अलग अलग प्रकार के कैंसर का भी उपयोग होता है तो मूल रूप से हमारा सबसे पहला कदम यही है कि हम उद्योग को किस तरह से 40 की तरफ ले जाएं यानी ऑटोमायसेशन करें हमें इसके लिए बहुत ही लंबी दूरी तय करनी है और यहां हमने देखा की जो भी सेंसर मशीन के अंदर लगे हैं वह सब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं तो यहां हमें डाटा तो मिलता है पर हम चाहते हैं कि हमारे पास यहां ऐसा सिस्टम हो जिसके द्वारा हम डाटा को जो कि हमें सेंसर के द्वारा प्राप्त होता है वह एक्सचेंज कर सके एक दूसरे से ले और दे सके हम अगर एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस अथवा तो केंद्रीकृत प्रोसेस कर सकेंगे तो हम अच्छे निर्णय ले सकेंगे सेंसर जब डाटा को सेंस करता है उसको आगे भेजा जाता है डाटा के संवेदन के बाद डाटा को आगे भेजना होगा ताकि संचार पहलुओं संचार प्रोटोकॉल जो वहां मौजूद है और हमने इस पाठ्यक्रम में उनका अध्ययन भी किया है इन सब को लागू करने की आवश्यकता है जो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यह डाटा केंद्रीकृत तरीके से या कुछ भी केंद्र के तरीके से भी उपलब्ध कराया जा सकता है इस उपलब्ध डाटा को प्रोसेस किया जाना चाहिए इसका मतलब है वह स्त्रोत्र जहां से उन्हें एकत्र किया जा रहा है या फिर उन्हें दूर से भी प्रशस्त करना पड़ सकता है जैसे कि हम आजकल क्लाउड में प्रोसेसिंग करते हैं तो इस प्रकार की प्रौद्योगिकी जैसे फोग कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग को हम उद्योगों में अथवा तो कंपनी में उनके प्रोसेसेस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसके पश्चात क्या होता है आप एनालिटिक्स पर आधारित हैं और आप निर्णय ले सकते हैं सबसे पहले हम परिचालन दक्षता की निगरानी कर सकते हैं हम परिचालन दक्षता की निगरानी कर सकते हैं या फिर परिचालन मेंटेनेंस की एकत्र किए जा रहे डाटा के आधार पर हमें यह पता लग सकता है कि किस चीज की आवश्यकता है मशीन लर्निंग टेक्निक्स के द्वारा प्रिडिक्टिव और प्रिसक्रिप्टिव मेंटेनेंस को अपनाया जा सकता है हम प्रक्रियाओं को यानि प्रोसेसेस को और बेहतर और गुणवत्ता के उत्पादों की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकते हैं एक और मुख्य चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वह है सेफ्टी यानी सुरक्षा उद्योगों में सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे यकीन है कि उद्योग सुरक्षा का बहुत ही गंभीर तरीके से ध्यान रख रहे हैं लेकिन सुरक्षा के क्षेत्र में स्वचालन बहुत ही महत्वपूर्ण है इन उद्योगों में IOT टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम कार्यस्थान को और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं और प्रक्रियाओं को भी बेहतर कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अधिक बेहतर तरीके से और अधिक एकीकृत तरीके से समग्र गुणवत्ता का ध्यान रख सके मैं क्यों कहता हूं कि इन सभी चीजों को आपस में जोड़ना चाहिए इन सभी अलग अलग घटकों को अलग अलग डाटा जो आ रहे हैं इन सभी को समग्र रूप से प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए तथा एकीकृत तरीके से योगदान करना चाहिए इसके साथ उत्पाद की गुणवत्ता साथ ही कार्य स्थान की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यह एक कंपनी है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जिसने पहले कदम उठाए हैं लेकिन भविष्य में उद्योग 40 को अपनाने के लिए इन्हें एक लंबा रास्ता तय करना होगा और IOT टेक्नोलॉजी अपनाने से वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे धन्यवाद तो हम अभी एक दूसरी कंपनी में है जो मूल रूप से शीट धातुओं को लेने और अपने ग्राहकों के लिए इसे अलग अलग आकार देने के व्यवसाय में है यह कंपनी उत्तर गुजरात में है और इसका नाम Metal Texigency Private Limited मेरे साथ मिस्टर पटेल है जो हमें इस कंपनी के बारे में और जानकारी देंगे इस कंपनी में आप देखेंगे कि कुछ प्रौद्योगिकी औद्योगिक IoT और उद्योग 40 को अपनाने के लिए बहुत सारे अवसर हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे पर पहले हम मिस्टर पटेल से अनुरोध करेंगे कि वह हमें इस कंपनी के बारे में बताएं मेरा नाम भरत पटेल है और मैं Metal Texigency Private Limited का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं हम शीट धातु घटक का निर्माण करते हैं तो मिस्टर पटेल जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम यह कोर्स इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्री 40 और इंडस्ट्रियल IOT इन छात्रों को पढ़ा रहे हैं यह NPTEL पाठ्यक्रम है जो पूरे देश में कई छात्रों के लिए सुलभ होने जा रहा है मेरा नाम केवल गणवीर है और मैं प्रोडक्शन इंजीनियर की हैसियत से इस कंपनी में कार्यरत हूं सबसे पहले हमें कस्टमर से ड्राइंग्स मिलती है और उन्हें हम ऑटोकैड में मैं डिजाइन करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम आकृतियों को अलग अलग रूप में काट सकें क्या यह एक मशीन है CNC मशीन का नल हम यहां देख सकते हैं क्या आप डिजाइन की प्रोग्रामिंग इस मशीन में करते हैं हम इसे ऑफिस में डिजाइन करते हैं और फिर उस प्रोग्राम को CNCपैनल में डालते हैं मेमोरी कार्ड के द्वारा इस मशीन में 1 28 तब की संख्या लिखी हुई है इस प्रोग्राम में आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार ऑपरेटर मैन्युअल रूप से तूलिंग विवरण सेट करता है इसके पश्चात हम सीडर को कनेक्ट करते हैं और डिजाइनिंग प्रोसेस शुरु हो जाता है पंचिंग प्रातः खत्म होने के बाद इसे हम शीयरिंग मशीन में ले जाते हैं जहां पर इस मशीन में कुछ पॉइंट दिए गए हैं जैसे कि चौरस आकार बनाने के लिए ऊपर नीचे आदि जिसके कारण आकृति कटकर बाहर आ जाती है फिर यहां बेडिंग मशीन की तरफ जाती है जहां पर आकृति को मोड़ कर डिजाइन तैयार किया जाता है जैसे कि 45 या 90 डिग्री पर अंत में इसको पाउडर कोटिंग के लिए ले जाया जाता है जिसको फास्फेटिंग भी कहते हैं इसे क्रेन से उठाकर 7 टैंक प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है जहां पर इसे अंदर डुबोया जाता है इसके ऊपर की गंदगी को साफ करने के लिए फास्फेटिंग जरूरी होता है फिर इसके ऊपर मैनुअली पाउडर कोटिंग किया जाता है इसको हम कई बार ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट पर लगाकर भी करते हैं जहां पर आवश्यकता के अनुसार दोनों साइड पर इसके ऊपर रंग किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया के बाद संपूर्ण पार्ट बनकर तैयार हो जाता है यहां पर हमने विभिन्न भागों को जोड़कर मॉडल बनाया है जैसे बेस टॉप साइड आदि हम इन हिस्सों को फिट करते हैं स्क्रू करते हैं और मॉडल बनकर इस प्रकार तैयार होता है फिर हमने विभिन्न भागों से मॉडल बनाया बेस टॉप साइड आदि हम इन हिस्सों को फिट करते हैं उन्हें स्क्रू करते हैं और मॉडल को पूर्ण बॉक्स प्रकार के घटक बनाते हैं इस पूरे प्रोसेस को अच्छी तरह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो यहां हम एक और नई कंपनी में आए हैं जो शीट मेटल सके बिजनेस में है यह उद्योग एयर कंडीशन के अलग अलग घटकों को बनाते हैं जैसे की बॉडी आउटडोर यूनिट इत्यादि जैसा कि हमने पहले भी देखा मूल रूप से यह पूरी प्रक्रिया शीट मेटल को CNC मशीन में डालने से शुरू होती है CNC मशीन एक कंप्यूटराइज्ड न्यूमैरिक कंट्रोल मशीन है जो कि PLC मशीन से अलग है PLC मशीन के अंदर हम निर्देश लॉजिक आदि डाल सकते हैं अर्थात PLC मशीन को प्रोग्राम कर सकते हैं CNC मशीन के और PLC मशीन के वजन में फरक होता है CNC मशीन मैं यह कार्यक्रम कंडीशनल एग्जीक्यूशन होता है इसीलिए दोनों CNC और PLC मशीन में कुछ समानताएं हैं CNC मशीन और PLC मशीन के संचालन में कुछ अंतर भी है यह दोनों प्रकार की मशीन उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कार्यरत होती हैं यह उद्योगों को स्मार्ट बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं लेकिन स्मार्ट कारखानों के लिए और स्मार्ट निर्माण के लिए जो आवश्यक है वह औद्योगिक IOT अवधारणाओं को अपनाना है जो हमने अपने पाठ्यक्रम में सीखा है तो यहां पर स्मार्ट कारखाना बनाने के लिए हमें काफी सारी वस्तुओं की आवश्यकता है जैसे कि सेंसर और शिक्षकों का एक दूसरे से जुड़ना तो आपस में जुड़े सेंसर और सेंसर नेटवर्क जोकि अलग अलग मशीनों में फिट होते हैं मशीनें जिसके अंदर अलग अलग सेंसर लगाए जाते हैं वह एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ डाटा की लेनदेन कर सकते हैं इन सब डाटा के ऊपर विश्लेषण किया जा सकता है कुछ विश्लेषण रियल टाइम भी हो सकता है और कुछ नांद रियल टाइम एनालिटिक्स भी हो सकता है इसमें से गुणवत्ता और प्रक्रिया जो आयोजित किए जा रहे हैं उसके बारे में आपको और दूसरे विचार दे सकते हैं इस बारे में कुछ और भविष्यवाणी भी की जा सकती है डाटा के आधार पर डाटा के द्वारा आप भविष्य में होने वाले कुछ प्रक्रियाओं को की जानकारी ले सकते हैं और इसके द्वारा आप बहुत सारी अंतर्दृष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं इन सभी के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक परिस्थितिकी तंत्र है अर्थात इकोसिस्टम है जिसमें साइबर फिजिकल सिस्टम्स का उपयोग हो सकता है अनेक मशीनों में सेंसर लगा सकते हैं और यह सेंसर एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं यही इंडस्ट्रियल IOT की खासियत है इंडस्ट्रियल IOT की मदद से हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं और उसके ऊपर विश्लेषण कर सकते हैं मूल रूप से या विश्लेषण हमें सही निर्णय लेने के लिए मदद रूप होते हैं और यह निर्णय हमारी मशीन के लिए अथवा तो कंपनी के मैनेजमेंट के लिए फीडबैक होते हैं हालांकि इस उद्योग में अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं इनमें से अधिकांश कंपनियां अभी भी उस अवस्था में है जहां अभी उनमें पर्याप्त स्वचालन नहीं है हम सुपरवाइजरी की कंट्रोल के लिए जो डाटा हमने इकट्ठा किया है उसमें SCADA को भी जोड़ सकते हैं एनालिटिक्स संचार को नियंत्रित करता है और अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ रखें तो हम एक आकर्षक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम प्राप्त कर सकते हैं सभी अलग अलग विचारों को अपनाने से स्मार्ट कारखानों को लागू किया जा सकता है मैंने अभी इन्हीं सब अलग विचारों को और काफी सारी अलग चीजों के बारे में आपसे बात की हम स्वचालन के लिए इन सब को एक साथ ला सकते हैं जैसे कि ऑटोमेशन एनालिटिक्स कम्युनिकेशन डाटा को क्लाउड पर रखना अथवा तो शौक पर रखना आदि इन सब के उपयोग से कई कंपनियों में इंडस्ट्री 40 की संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती हैं जो सवाल यह है कि आप इसे आगे कैसे ले जा सकते हैं इसे आगे ले जाने के लिए हमारे अगले कदम क्या होनी चाहिए क्या इन कंपनियों को इंडस्ट्री 40 यादव ऑटो माइग्रेशन में दिलचस्पी होगी या नहीं इसीलिए सबसे आवश्यक है कि इन कंपनियों को पर्याप्त रूप से शिक्षित करना उद्योग40 और औद्योगिक IOT के बारे में उसके फायदे विस्तार पूर्वक समझाना मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में दोबारा से एक बार फिर कहना चाहूंगा जो मैंने पहले भी इस पाठ में कही थी विशेष रुप से प्रशिक्षण ना केवल प्रक्रिया और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाता है और महत्वपूर्ण है पर औद्योगिक सुरक्षा भी सर्वोपरि है इनमें से कई कंपनियां अलग अलग तरीकों से औद्योगिक सुरक्षा का ध्यान रखती है परंतु सभी अभी तक स्वचालित नहीं है यदि आपके पास पर्याप्त स्वचालन है तो मूल रूप से कंपनी में बेहतर स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं इसीलिए सुरक्षा विश्वसनीयता गुणवत्ता आदि को उद्योग में लागू किया जा सकता है और इन सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत किया जा सकता है आपके पास SCADA आधारित या कुछ इसी तरह का नियंत्रण हो सकता है जिसके द्वारा आप पूरे उद्योग का प्लांट का संचालन कर सकते हैं निर्णाय को स्वायत्त रूप से लिए जा सकते हैं और फीडबैक के द्वारा इन कारखानों में सिस्टम और प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है